ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट ताप वसूली के अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम एक पूरी तरह से नया विषय लेंगे इसे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और फ्यूल सेल कहा जाता है तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और फ्यूल सेल एक महत्वपूर्ण विषय हैं यह वह विषय है जिसने पिछले दो दशकों में अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया है मैं कहूंगा कि 90 के दशक के उत्तरार्ध की ओरउन्होंने वास्तव में अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया तो कोयले या प्राकृतिक गैस वगैरह की तुलना में कहा जाता है कि हाइड्रोजन बहुत नया है यह एक नया विषय है अभी भी हाइड्रोजन के एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के तौर पर लोगों की कई अलग अलग राय हैं तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं आइए हम समझते हैं कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है और इसके अलावा हम फ्यूल सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फिर से एक ऊर्जा पैदा करने वाला उपकरण है जो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है तो हाइड्रोजन क्या है हम हाइड्रोजन अवलोकन फिर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और फिर फ्यूल सेल के बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं जैसा कि मैं हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था कहता हूं इसका मतलब है कि हम हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में देख रहे हैं तो यह ईंधन के रूप में क्यों अच्छा है तो यदि आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो प्रति यूनिट द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री बहुत अधिक है 142 MJkg यदि आप गैसोलीन या पेट्रोल पर विचार करते हैं जो हम अपनी कारों में डालते हैं जो यह मात्रा लगभग एक तिहाई है इसलिए प्रति किलोग्राम द्रव्यमान हाइड्रोजन ईंधन उच्चतम ऊर्जा स्रोतों में से एक है इसलिए यह इसका आकर्षक हिस्सा है और दूसरा आकर्षक हिस्सा है कि हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है हालांकि यह इसकी कमी भी है जो कि हम देखेंगे कैसे हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन शुद्ध रूप से सबसे हल्का तत्व है इसलिए चूंकि यह बहुत हल्का है यदि आप प्रति इकाई मात्रा में ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत कम है क्योंकि इसका घनत्व उन सभी तत्वों में सबसे कम है जिन्हें हम जानते हैं इसलिए भले ही प्रति इकाई द्रव्यमान के अनुसार ऊर्जा की मात्रा उस इकाई द्रव्यमान को संग्रहित करने के लिए बहुत अधिक हो उस इकाई के भण्डारण के लिए हाइड्रोजन के दिए गए द्रव्यमान के लिए आवश्यक आयतन मात्रा बहुत अधिक होती है अब अगली बात मैंने कहा कि हाइड्रोजन आसानी से उपलब्ध है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन दुर्भाग्य से यह अपने परमाणु रूप में प्रचुरता से उपलब्ध नहीं है यह ब्रह्मांड में लगभग 75 हिस्से में पनपता है लेकिन मुक्त रूप में हाइड्रोजन गैस या तरल रूप में यह उपलब्ध नहीं है यह पानी H2O में एक तत्व के रूप में ज्यादातर उपलब्ध है इसलिए यदि आप हाइड्रोजन का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पानी के घटक तत्वों को तोड़ना होगा और हाइड्रोजन को अलग करना होगा या दूसरे शब्दों में जहां भी यह उपलब्ध है हमें पहले उस यौगिक को तोड़ना होगा और हाइड्रोजन को गैसीय रूप में या तरल रूप में उपलब्ध तत्व के रूप में बाहर निकालना होगा तो यह हाइड्रोजन के बारे में है अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन को मानव ईंधन के रूप में क्यों देखता है क्योंकि इसमें प्रति यूनिट द्रव्यमान बहुत उच्च ऊर्जा सामग्री है लेकिन समस्या यह है कि यह आसानी से उपलब्ध नहीं है यदि आप कोयला जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास आज भी उपलब्ध भंडार हैं हाँ हमें गैस निकालनी और खोजनी होती है हमें कोयले को जमीन से निकालना होता है यहां तक कि अगर आप बायोमास के बारे में बात करते हैं तो वहां भी हमें यह करना पड़ता है या यदि आप नवीकरणीय स्रोतों को देखें पवन सौर ये सभी ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है तो पहले हमें ऊर्जा के इस्तेमाल करके हाइड्रोजन निकालना पड़ता है और फिर उसे हम उर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते है तो उस परिचय के साथ आइए हम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के इतिहास को देखें तो दार्शनिक जूल्स वर्ने ने इस विषय में अपना पहला दृष्टिकोण दीया जिसका उन्होंने अपने मिस्टीरियस आइलैंड नामक एक साहसिक विज्ञान कथा में उल्लेख किया वह कहते हैं कि पानी भविष्य का कोयला होगा इसलिए यदि आप हाइड्रोजन को इस पहले दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं तो शायद इस कथन में वह अंतर्निहित है जूल्स वर्ने ने इस बारे में क्या सोचा होगा जब उन्होंने इस बारे में लिखा था यह हमें नहीं पता लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि यह दृष्टि एक वैज्ञानिक कल्पना मात्र थी लेकिन सर विलियम ग्रोव ने पहली बार 1839 में फ्यूल सेल के कार्य सिद्धांत का प्रदर्शन किया और साथ ही उसी समय के आसपास शोबेनिन ने भी स्वतंत्र रूप से इसे प्रदर्शित किया तो याद रखें 1839 कई साल पहले हाल्डेन ने उत्पादन और भंडारण की भविष्यवाणी की हाल्डेन ने भविष्यवाणी की थी कि इलेक्ट्रोलिसिस तरलीकृत और संग्रहीत पवन ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होगा तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पवन ऊर्जा से हाइड्रोजन प्राप्त करना होगा तो आप पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं पवन टर्बाइनों में उत्पन्न बिजली का उपयोग पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए किया जाता है और फिर आप हाइड्रोजन को लिक्विड करते हैं इसे दबाते हैं और फिर इसे स्टोर करते हैं और फिर आप इसे ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं उस ईंधन को पैदा करने की लागत क्या है क्योंकि यह संभवत उच्च होने वाला है हम उस पर आएंगे अनुप्रयोग और परिवहन लवाजेक उन्होंने 1920 के दशक में हाइड्रोजन संचालित वाहनों की अवधारणा को रेखांकित किया तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी अलग अलग आविष्कार खोज और निष्कर्ष हम देखते हैं वह 1800 1920 इत्यादि कई समय से होते आ रहे हैं इसलिए यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के समान पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जा सकता है उनकी दूरदर्शिता थी कि जैसे हम गैसोलीन के पंप पर जाते हैं वैसे ही भविष्य में हाइड्रोजन भी पाइप लाइन के द्वारा भेजा जाएगा और हमें पंप पर प्राप्त होगा और फिर यहाँ की स्थायी प्रणाली के बारे में कुछ कथन हैं इसलिए मैं इसे सिर्फ पढ़ने जा रहा हूं तो यह हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के आपके स्नैप शॉट की तरह है तो हाइड्रोजन उत्पादन हम हाइड्रोजन उत्पादन को कैसे देखते हैं आप हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे करते हैं जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है हमें पहले इसका उत्पादन करना होगा तो हाइड्रोजन उत्पादन की वर्तमान विधियाँ जैसे कि प्राकृतिक गैस का भाप रिफॉर्मेशन इस प्रक्रिया में हम रासायनिक ऊर्जा भंडारण की बात कर रहे हैं मीथेन के लिए हम एक उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त करने में सक्षम थे तो मिथाइलेशन और रिफॉर्मेशन प्राकृतिक गैस के भाप रिफॉर्मेशन के जैसे ही काम करता है बायोमास गैसीकरण इन सभी में हाइड्रोजन एक तत्व के रूप में उपलब्ध रहता है जैव तेल की भाप रिफॉर्मेशन फिर हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोकार्बन का आंशिक ऑक्सीकरण जिसमें हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प इत्यादि उत्पाद निकल कर आते हैं कोयला गैसीकरण ये वे हैं जो आज उपयोग किए जाते हैं लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को देखते हैं तो यह बहुत अधिक है हम देखते हैं कि 1 GJ के लिए जो कि एक बड़ी संख्या नहीं है इस 1 GJ के लिए आने वाला खर्चा 6 से 15 के बीच कुछ भी हो सकता है इन मूल्यों में बदलाव हो सकता है जैसे जैसे प्रक्रिया में बदलाव होता है साथ ही समय के साथ भी इसमें बदलाव हो सकता है लेकिन मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यह मात्रा बहुत अधिक है 1 GJ 11 MWH से भी कम है यह है उस उर्जा के स्रोत को उत्पादित करने का खर्चा है फिर इस हाइड्रोजन का उपयोग करके आप दोबारा ऊर्जा ही उत्पादित करोगे जिसके लिए और अधिक खर्चे की आवश्यकता होगी और याद रखिएगा कि कोयले को जमीन से निकालने के लिए या खोजने के लिए अथवा प्राकृतिक गैस को उसके भंडार से निकालने के लिए लगने वाला खर्चा इस खर्चे के मुकाबले काफी कम होता है और पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की कल्पना करें जो वास्तव में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है जो हम फिर से देखेंगे कि अंततः विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करने जा रहे हैं तो इस तरह आप जानते हैं कि बिजली का उत्पादन करने के लिए बिजली का उपयोग किया जा रहा है और निश्चित रूप से प्रक्रियाओं में नुकसान होगा तो वहाँ लागत लगभग 20 डॉलर प्रति GJ आती है इसलिए निश्चित रूप से यह अन्य स्रोतों की तुलना में आज बहुत महंगा है हाइड्रोजन के ऊर्जा स्रोत के रूप में अगर हम चुनौतियों को देखे तो पहली चुनौती है उसका उत्पादन और दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती उसका भंडारण है क्योंकि इसमें दिए गए द्रव्यमान के लिए आयतन की एक बड़ी मात्रा होती है तो कुछ तरीके हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है भूमिगत टैंकों में गैस का भंडारण याद रखें जब हमने संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण के बारे में बात की थी तो हमने कहा कि संपीड़ित हवा का भंडारण हाइड्रोजन तरल तरलीकृत हाइड्रोजन या गैस के साथ प्रतिस्पर्धा करता हैं हमें बताया गया है कि यह संपीड़ित हाइड्रोजन के साथ साथ एलएनजी से भी प्रतिस्पर्धा करता है जोकि प्राकृतिक गैस है पाइपलाइनों में संपीड़ित भंडारण और परिवहन वह आमतौर पर संपीड़ित गैस या तरल रूप में होता है तरल हाइड्रोजन यह एक गहन ऊर्जा प्रक्रिया है और इसका परिवहन खतरनाक है यह चीज का ध्यान रखें क्योंकि हम बाद में बात करेंगे कि हाइड्रोजन एक अत्यधिक दहनशील ईंधन है अगला एक धातु हाइड्राइड्स है यह वास्तव में अच्छा है क्या हो रहा है कि कुछ धातु जो कमरे के तापमान पर इस गैस को अवशोषित करते हैं और धीमी गति से गर्म करने पर इसे छोड़ते हैं जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हाइड्रोजन निकल जाएगा लेकिन मुद्दा यह है कि वे तत्व प्लैटिनम पैलेडियम हैं जो बेहद महंगे हैं अभी कुछ अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर भी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन का निरीक्षण करना और गर्म कर बाहर निकालना यह भी अनुसंधान के तहत एक विषय है और अंत में ग्लास माइक्रोस्फीयर यह भी बहुत आकर्षक और बहुत अच्छी तकनीक है जिसका मूल्यांकन हो रहा है तो ग्लास माइक्रोस्फीयर यह डोप्ड किए गए ग्लास माइक्रोस्फीयर होते हैं जिनका हाइड्रोजन को संग्रहित करने और निकालने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए ये भंडारण के कुछ विकल्प हैं जो आज हमारे पास हैं जिन पर गौर किया जा रहा है और जो साबित किए जा चुके हैं शायद बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में भंडारण के लिए अच्छे उम्मीदवार साबित हुए हैं लेकिन यह एक चुनौती है और दूसरी चुनौती दहन है क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक दहनशील ईंधन है दूसरा मुद्दा ज्वाला है जब यह जलता है तो लौ अदृश्य होती है और यह तेजी से फैलती है क्योंकि यह बहुत हल्का है घनत्व इतना कम है कि यह फैल जाएगा इसलिए यह एक समस्या है इसलिए हमें इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है मेरा मतलब है क्योंकि किसी चीज की दहन प्रक्रिया खतरनाक है तो हमें इसे ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में देखने से नहीं रोकना चाहिए हालांकि हमें किसी भी ईंधन के साथ सावधान रहना होगा अब मैं अगली स्लाइड की तरफ आता हूं हाइड्रोजन ईंधन की सुरक्षा यदि अनुचित तरीके से संभाला जाए तो हाइड्रोजन असुरक्षित हो सकता है क्योंकि यह अदृश्य लपटों के साथ अत्यधिक ज्वलनशील होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन यह किसी भी गैस के लिए तब भी सही है जब हम किसी अन्य ऊर्जा स्रोत के लिए भी जब पेट्रोल और डीजल हम देखते हैं हम उन ट्रकों को देखते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं इसलिए हमें अच्छी देखभाल करनी होती है और हमें सावधान रहना होता है समस्या यह है कि ऐतिहासिक रूप से दो घटनाएं हैं जो एक सुरक्षित इंधन के रूप में हाइड्रोजन की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से दागी करती है पहला एक बहुत दुखद हादसा है जो 1937 में घटित हुई थी जिसे हिंडनबर्ग घटना कहा जाता है इसलिए हिंडनबर्ग उन दिनों में मेरा मतलब है कि अब हम इन जेट विमानों को देखते हैं उन दिनों में इन्हें वायु जहाज कहा जाता था तो वहाँ एक जेपलिन नाम का वायु जहाज था इसलिए वायु जहाजों में आमतौर पर इस संपीड़ित हाइड्रोजन टैंक का उपयोग किया जाता था और फिर एक बड़ा धातु फ्रेम होता था और फिर इसके चारों ओर एक कपड़ा होता था तो यह विमान की संरचना थी और निश्चित रूप से यह आज के जेट विमानों की तरह बहुत तेज़ गति से नहीं उड़ता था लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे मेरा मतलब है कि यह नियमित रूप से उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता था हिंडनबर्ग घटना जहां हवाई पोत जेपलिन ने आग पकड़ ली और जिसके कारण 36 लोगों की जान चली गई यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है क्योंकि इसने हमेशा के लिए विमानन उद्योग का चेहरा बदल दिया इस घटना के बाद वायु जहाज का फिर से उपयोग नहीं किया गया और हम उन जेट विमानों पर चले गए जिनका उपयोग हम आज उड़ान भरने के लिए करते हैं हालाँकि कहा चाहता है कि कई सिद्धांत हैं जो हिंडनबर्ग घटना को समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि विस्फोट क्यों हुआ विमान में आग क्यों लगी और इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि हाइड्रोजन के दहन के कारण यह दुर्घटना हुई थी और यह एक ट्रिगर था बहुत सारे सिद्धांत हैं कि यह विमान जर्मनी का था तो कई षड्यंत्र सिद्धांत जानबूझकर किया गया नुकसान सिद्धांत वगैरह वगैरह है मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता जो मैं आपको स्लाइस वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए दूसरी चीज हाइड्रोजन बम है अब मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं नाम के अलावा हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है हाइड्रोजन बम का ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है यह ऐसा ही कहने जैसा ही है कि हम परमाणु बम यह विषय में जानते हैं लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कोई और चीज खराब है नहीं यह किसी भी अन्य ईंधन की तरह है मेरा मतलब है कि कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है या बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा सकता है और चलती वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए हमारी कारों या परिवहन की गाड़ियों को स्थानांतरित करने के लिए डीजल का उपयोग किया जा सकता है बरसात की इन दोनों का उपयोग आगजनी के लिए भी किया जा सकता है आप किसी चीज का ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं यह निश्चित ही हर मामले में होगा तो मैं यह वापस स्पष्ट कर दूं कि हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है मैं क्या करूंगा मैं अभी थोड़ा अपने विषय से अलग जाऊंगा और आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो हिंडनबर्ग की बहुत दुखद घटना है यह लघु वीडियो है यह एक ज़ेपेलिन विमान है यह अपने अंतिम पड़ाव पर आगे बढ़ रहा हैसंदर्भ समय 1700 लैंडिंग संदर्भ समय 1701 संदर्भ समय 1704 तक पहुंचता है इक्कीस संदर्भ समय 1706 यह दुनिया की सबसे बड़ा वायुजहाज है चूंकि मैं चलाता हूं संदर्भ समय 1710 प्रायोगिक सेवाएं दिनचर्या का विषय बन जाती हैं मुश्किल से 100 फीट ऊपर संदर्भ समय 1716 उसके फ्रेम के साथ सात लाख क्यूबिक फीट ज्वलनशील गैस के आवरण की आकृति बनी हुई है संदर्भ समय 1720 तभी अचानक से संदर्भ समय 1730 कुछ ही समय में यह गिरने की दुर्घटना होती है यह बहुत ही विशालकाय और डरावना लगता हैसंदर्भ समय 1804 उड्डयन के इतिहास में यह अब तक की सबसे खराब आपदा है इसलिए एक बहुत ही दुखद घटना जैसा कि आप देख रहे हैं थे कि न्यू जर्सी में उतरने से कुछ क्षण पहले ऐसा हुआ था इसलिए मिनटों के भीतर 36 यात्रियों और चालक दल को एक साथ जान गंवानी पड़ी लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसका एक सकारात्मक हिस्सा यह है कि मुझे लगता है कि दो तिहाई से अधिक लोगों की जान बचाई गई थी 36 लोगों का जीवन दुखद है लेकिन कई लोग बच भी गए और इसका एक कारण हाइड्रोजन ईंधन का वास्तव में हल्का होना था जिस वजह से वह ऊपर की ओर गया तो हिंडनबर्ग घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि विमान में आग लगने पर वास्तव में क्या हुआ था और यह एक विशेष घटना भी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसने हमेशा के लिए विमानन उद्योग का चेहरा बदल दिया क्योंकि इस हवाई पोत द्वारा संचालित हवाई जहाज का इस्तेमाल फिर कभी नहीं किया गया और हम गैस टरबाइन पावर जेट इंजन का इस्तेमाल करने लगे इसलिए हम आगे क्या करेंगे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम फ्यूल सेल के विषय की ओर जाएंगे एक फ्यूल सेल वास्तव में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करता है ध्यान रखें यह भी बैटरी की तरह एक इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है जहां रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है लेकिन ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जा सकता है तो अब आप क्या करोगे आप फ्यूल सेल की तरफ जाएंगे तो फ्यूल सेल क्या है फ्यूल सेल वास्तव में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं जैसा कि मैंने ऊर्जा स्रोत के रूप में कहा था तोफ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड और एक उत्प्रेरक होते हैं इसलिए किसी भी फ्यूल सेल में बैटरी की तरह दो इलेक्ट्रोड और फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि फ्यूल सेल का एक रूप है जिसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेंब्रेन फ्यूल सेल कहा जाता है और यह क्या करता है यह प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने के माध्यम से प्रवाह करने की अनुमति देता है तो क्या होता है इस इलेक्ट्रोड में एक उत्प्रेरक होता है हाइड्रोजन जब वहां पहुंचता है तो यह इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन में अलग हो जाता है इसलिए यदि आप आप एक मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को हटाते हैं तो जो बचता है वह यह प्रोटॉन है जो इस के माध्यम से इलेक्ट्रोड के दूसरी तरफ जाता है जहां जो हवा आती है वह ऑक्सीजन है तो ये प्रोटॉन वास्तव में तब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं अब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों को इस इलेक्ट्रोड पर अलग किया जाता है तो हम एक बाहरी सर्किट संलग्न करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन वास्तव में उस बाहरी सर्किट में प्रवाहित होता है और यह दूसरे इलेक्ट्रोड पर आता है जहां यह प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का उत्पादन करता है जो तब ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी का उत्पादन करता है और जो निकलता है वह है वायु माइनस कुछ ऑक्सीजन और जल वाष्प और यह एक एक्ज़ोथिर्मिक प्रतिक्रिया है इसलिए आप स्पष्ट रूप से गर्मी उत्पन्न करने जा रहे हैं तो एक फ्यूल सेल में इनपुट क्या है एक फ्यूल सेल में इनपुट मुख्य रूप से हाइड्रोजन है क्योंकि यह ईंधन है और ऑक्सीजन जो मुझे लगता है कि हवा में विपुल मात्रा में उपलब्ध है और जो बिजली उत्पन्न होती है उसके अलावा फ्यूल सेल से क्या निकलता है बायप्रोडक्ट्स क्या है निश्चित रूप से गर्मी है क्योंकि यह एक एक्ज़ोथिर्मिक प्रतिक्रिया है और फिर इसके अलावा जल वाष्प और निश्चित रूप से अप्रयुक्त हवा है तो यह रासायनिक ऊर्जा का एक ईंधन से सीधे बिजली में रूपांतरण है और जैसा कि हम देखते हैं कि इसकी दक्षता काफी अधिक है इसकी दक्षता इतनी अधिक क्यों है इस विषय में हम चर्चा करेंगे इसमें शोर कम होता है क्योंकि इसमें कोई हिलने वाला भाग नहीं होता है इसके अलावा आप जानते हैं कि किसी प्रकार का पंप या किसी प्रकार का ड्राइविंग बल हाइड्रोजन और वायु प्रवाह को बनाए रखने के लिए हो सकता है लेकिन आपके पास कंप्रेसर और टरबाइन नहीं होते हैं पंप की एक छोटी संरचना हो सकती है इस तरह इसमें कम शोर है यह एक स्थिर बिजली उत्पादन देता है जब तक कि ईंधन की आपूर्ति स्थिर है और यह कम प्रदूषण करता है तो ऐसे फ्यूल सेल के लिए एक आदर्श अनुप्रयोग क्या है इस तरह के फ्यूल सेल के लिए एक आदर्श अनुप्रयोग वास्तव में कारें हैं यह इसके आदर्श अनुप्रयोगों में से एक हैं यह तापमान वगैरह पर निर्भर करता है लेकिन कारों में आप विशेष रूप से सोच सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात करते हैं हम फ्यूल सेल का उपयोग विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकते हैं या यहां तक कि हाइब्रिड वाहनों के विद्युत भाग का उपयोग हम फ्यूल सेल के रूप में कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से इसमें चुनौतियां है अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन जो आज बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं बैटरी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं लेकिन फ्यूल सेल एक समान रूप से मजबूत दावेदार हैं यदि हम लागत को कम कर सकते हैं यदि आप आकार नीचे ला सकते हैं इसे कॉम्पैक्ट बनाएं इत्यादि तो यह संक्षेप में है कि फ्यूल सेल क्या है और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली उत्पादन का एक अनुप्रयोग है इसलिए एक छोटे से परिचय पर आज हम इस व्याख्यान को रोक देंगे या हम अगले व्याख्यान में फ्यूल सेल के विवरण को जारी रखेंगे इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में जिस तरह की चर्चा की थी उसकी पुनरावृत्ति करते हैं हमने यह कहकर शुरू किया कि हाइड्रोजन एक आकर्षक स्रोत है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आकर्षक उम्मीदवार है क्यों क्योंकि इसकी ऊर्जा सामग्री प्रति इकाई द्रव्यमान याद कीजिए कैलोरीफिक मूल्य या हीटिंग मूल्य गैसोलीन के मुकाबले तीन गुना अधिक है जो हम कारों में उपयोग करते हैं इसलिए यह बहुत आकर्षक है लेकिन निश्चित रूप से यह एक बहुत ही हल्का तत्व है इसलिए किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए आवश्यक आयतन किसी भी अन्य ईंधन जो कि हम नियमित रूप से उपयोग करते हैं कि तुलना में बहुत बड़ी है लेकिन बड़ी कमियों में से एक हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में नहीं होना है और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होना है यह उपलब्ध है ब्रह्मांड में 75 पदार्थ में हाइड्रोजन मौजूद है सबसे बड़ा स्रोत पानी है पानी H2O है तो हाइड्रोजन उपलब्ध है प्राकृतिक गैसों में हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है कोयले में हाइड्रोजन है लेकिन बात यह है कि आपको इन सभी मामलों से या इन सभी स्रोतों से हाइड्रोजन को निकालना होगा और इसके लिए हमें बिजली का उपयोग करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से बिजली की लागत केवल हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए लगने वाली ऊर्जा लागत काफी अधिक है इसलिए यह एक समस्या है इसलिए आम तौर पर हमें यह देखना होता हैं कि हमने हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त लागत लगाई है इसलिए यह देखना होता है कि मुझे रिटर्न मिलता है क्योंकि किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए मुझे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है दूसरी बात जो हमने कही है कि हाइड्रोजन का भंडारण एक चुनौती है क्योंकि यह हल्का तत्व है तो इसके लिए बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है इसलिए हमें इसे संपीड़ित करने और इसे संग्रहीत करने या इसे तरलीकृत करने और इसे संग्रहीत करने के बारे में सोचना होगा और जिन दो अन्य चीजों के बारे में हमने बात की वे धातु हाइड्राइड के रूप में भंडारण हैं ग्लास माइक्रोस्फीयर के रूप में भंडारण दूसरी बात जो हमने कही थी कि हाइड्रोजन एक अत्यधिक दहनशील गैस है और लपटें अदृश्य होती हैं और यह बहुत तेजी से फैलती है क्योंकि यह हल्की होती है इस तरह से हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए थोड़ा सुरक्षा से जुड़ा खतरा है लेकिन फिर ईमानदारी से देखें तो हर ईंधन में कुछ सुरक्षा खतरा होता है इसलिए जब तक हम सावधान हैं हमें इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए हमें सचेत रहना चाहिए हमें इसमें शामिल खतरों के बारे में पता होना चाहिए और पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह किसी भी सुरक्षा खतरों या किसी दुर्घटना का कारण न बने तो इसके साथ ही हमने थोड़ा विषय से हटके चर्चा भी की मैंने हिंडनबर्ग घटना के बारे में बात की जहाँ ये हवाई जहाज जो हाइड्रोजन चालित अंतिम हवाई जहाज था जो 1937 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था यह बहुत ही दुखद दुर्घटना थी लेकिन क्या वह दुर्घटना हाइड्रोजन के दहन के कारण हुई हो जूरी अभी भी बाहर है ऐसे कई सिद्धांत हैं जो बाहरी सतह पर एक ज्वलनशील सामग्री के होने अथवा जानबूझकर किए गए नुकसान की ओर इशारा करते हैं इसलिए हम नहीं जानते हैं इसलिए यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं है कि दुर्घटना ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के कारण हुई इसलिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की उस संक्षिप्त चर्चा के साथ हम आगे बढ़े और हमने फ्यूल सेल की अवधारणा को पेश किया जहां हाइड्रोजन एक उपकरण है जो हाइड्रोजन में निहित ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है इसलिए हम यहां से अगली कक्षा में हम फ्यूल सेल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे